आर का उपयोग कर एमसीडीएम तकनीकों के पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है इसलिए पिछले व्याख्यान में हमने एक और विधि पर अपनी चर्चा शुरू की जो कि इलेक्ट्रा है चर्चा का वह हिस्सा जारी रखें इससे पहले कि हम आगे बढ़ सकें हमें पिछले व्याख्यान में चर्चा की गई एक त्वरित पुनरावृत्ति करने दें हमने ELECTRE के बारे में बात की ELECTRE के होने का अर्थ यह है कि रॉय द्वारा विकसित की गई वास्तविकता को व्यक्त करते हुए उन्मूलन और पसंद संक्षेप में ELECTRE के रूप में संदर्भित की जाती है और विचार के आगे बढ़ने वाले स्कूल की श्रेणी के अंतर्गत आता है यह तकनीकी मानकों की संख्या के कारण थोड़ा जटिल है और इसमें शामिल हैं कि कदम और तकनीक को लागू करते समय हमें जो प्रदर्शन करना है फिर इस तकनीक में AHP की तरह हम जोड़ीदार तुलना का उपयोग करते हैं इसलिए इन पहलुओं पर हम पिछले व्याख्यान में चर्चा करने में सक्षम थे हमने ELECTRE के फायदे के बारे में बात की यदि हम मापदंड के बीच मुआवजा प्रभाव व्यापार बंद से बचना चाहते हैं तो यह उपयुक्त तकनीक है अगर हम सामान्यीकरण प्रक्रिया से बचना चाहते हैं जो मूल डेटा को विकृत कर सकती है तो फिर से ELECTRE उपयुक्त हो सकता है हमने इस बारे में भी बात की कि विभिन्न प्रकार की निर्णय समस्याओं को हल करने के लिए अलग अलग तरीके विकसित किए गए हैं हमने कुछ परिदृश्यों पर भी चर्चा की कि इलेक्ट्रा का उपयोग कब किया जाए पसंद की समस्याओं के लिए अलग अलग तरीके हैं इलेक्ट्राI इलेक्ट्रा IV इलेक्ट्राIs फिर रैंकिंग समस्याओं के लिए इलेक्ट्राIIइलेक्ट्राIII और इलेक्ट्राIV जैसे विभिन्न इलेक्ट्रा तरीके हैं फिर समस्याओं को हल करने के लिए हमारे पास अलग अलग तरीके हैं इलेक्ट्रा Tri इलेक्ट्रा Tri B इलेक्ट्राTri C इसलिए हमने पिछले व्याख्यान में इन सभी पहलुओं के बारे में बात की थी हमने इनपुट से संबंधित कुछ बिंदुओं के बारे में भी बात की है जो निर्णय निर्माताओं से आवश्यक हैं और यह कैसे किया जा सकता है हमने स्वचालित स्खलन के बारे में बात की जहां हमने चर्चा की कि हमें निर्णय निर्माताओं से एक स्पष्ट रैंकिंग प्राप्त करने की आवश्यकता है और फिर मानदंड और सीमा वास्तव में वहां से अनुमान लगाए गए हैं ELECTRE के साथ समस्या पर भी चर्चा की गई थी कि कुछ निश्चित पैरामीटर या इनपुट जो निर्णय निर्माताओं से लिए जाते हैं वे विसंगतियों से ग्रस्त हैं फिर हमने और अधिक विस्तार से ELECTRE III पर अपनी चर्चा शुरू की हमने दो विशेष चरणों के बारे में बात की पहले चरण में हम संबंधों को आगे बढ़ाने का निर्माण करते हैं और दूसरे चरण में हम पहले चरण के आउटपुट का फायदा उठाते हैं यानी पहले चरण में जो भी आउटरेंजिंग रिलेशन की चर्चा की गई थी वह एक वरीयता क्रम का उत्पादन करने के लिए उपयोग किया जाता है हमने इस बात पर भी चर्चा की कि क्षतिपूर्ति प्रभाव से बचा जा सकता है क्योंकि वरीयता मान आमतौर पर सभी मानदंडों के लिए बढ़ते पक्ष के लिए लिया जाता है फिर व्याख्यान के अंतिम भाग में हमने परस्पर संबंध के बारे में चर्चा की हमने कुछ शर्तों के बारे में बात की और कैसे चीजों को इलेक्ट्रो में दर्शाया गया है इसलिए यदि दो विकल्प a औरB हैं तो एस बी का अर्थ है कि a अन्य शब्दों में आउट है हम कह सकते हैं कि a कम से कमB के रूप में अच्छा है फिर हम इस विशेष अपमानजनक संबंध की ताकत को कैसे मापते हैं उसके लिए हमारे पास एक अवधारणा है जिसे outrankingडिग्री कहा जाता है इसलिए इसका उपयोग outrankingसंबंध की ताकत को मापने के लिए किया जाता है इसे एसab के रूप में दर्शाया गया है इसका मूल्य आम तौर पर शून्य और एक के बीच होता है अब हम इस विशेष व्याख्यान में अधिक विस्तार से आगे की डिग्री के बारे में बात करते हैं दो दृष्टिकोण हैं जिन्हें outrankingडिग्री में माना जाता है और इन दोनों दृष्टिकोणों को बाद में outrankingडिग्री पर वैश्विक परिप्रेक्ष्य बनाने के लिए एकत्र किया जाता है आइए हम उनके बारे में बात करते हैं पहले वाले को कॉनकॉर्ड कहा जाता है और दूसरे को concordance कहा जाता है अभिन्नता और असहमति दोनों को एक विशेष रूप से अपमानजनक संबंध के लिए मापा जाता है जैसे disc ran आउट्रैंक्सB या disc ए 'कम से कम' बी 'के रूप में अच्छा है तो हमें इन मापों को करने की क्या आवश्यकता है आइए हम उस विशेष पहलू के बारे में बात करते हैं इन दृष्टिकोणों को मापने के लिए हम मापदंड पर निर्णय निर्माता की प्राथमिकताओं को शामिल करते हैं फिर सहमति की डिग्री में हम आम तौर पर इन दो थ्रेसहोल्ड को शामिल करते हैं उदासीनता और वरीयता तो उदासीनता और वरीयता सीमा वास्तव में समवर्ती डिग्री को मापने के दौरान शामिल की जाती है जब हम discordanceडिग्री के बारे में बात करते हैं तो तीसरे थ्रेशोल्ड जिसे हम इलेक्ट्रो में उपयोग करते हैं जिसे वीटो थ्रेशोल्ड कहा जाता है discordanceडिग्री से संबंधित माप का हिस्सा है अब हम एक एक करके इन दोनों दृष्टिकोणों सहमति और असहमति के परिप्रेक्ष्य के बारे में बात करते हैं हमें कॉनकॉर्ड डिग्री के साथ शुरू करते हैं इस विशेष परिप्रेक्ष्य में क्या होता है कि प्रत्येक मानदंड के लिए हम एक विशेष अपमानजनक संबंध को मापने के लिए आंशिक सहमति की डिग्री की गणना करते हैं तो यह दावा कि 'एक ran आउट्रैंक्स that बी' जो एक आउट्रैन्किंग रिलेशन है वास्तव में किसी दिए गए मानदंड के संबंध में मापा जाता है और इसे वास्तव में ci के रूप में दर्शाया जाता है c समसामयिक डिग्री ci a b के लिए खड़ा है a और b दोनों विकल्प हैं और हम ci a b के रूप में कॉनकॉर्ड डिग्री की डिग्री को निरूपित कर रहे हैं इसलिए यदि आप इस आंशिक समवर्ती डिग्री को देखते हैं तो यह एक मानदंड के संबंध में है एएचपी में हम जो करते हैं उसके समान कुछ है जब हम कहते हैं कि एएचपी के पदानुक्रमित संरचना में प्रत्येक स्तर का मूल्यांकन किया जाता है या जोड़ीदार जेलों के संबंध में प्रदर्शन किया जाता है तत्काल ऊपरी स्तर इसी तरह यहां पर जो संबंधित संबंध है वह here ए 'कम से कम उतना अच्छा है जितना the बी' किसी दिए गए मानदंड के संबंध में किया जाता है इसलिए एएचपी में हम मापदंड के लिए भी जोड़ीदार तुलना करते थे जो यहां नहीं किया जाता है मानदंड के लिए हम निर्णय निर्माताओं से इनपुट लेते हैं और यह वास्तव में विकल्प हैं जिनके बीच हम आवर्ती संबंध की गणना करते हैं और अपना माप करते हैं और ये परस्पर विरोधी संबंध उनमें से प्रत्येक को वास्तव में प्रत्येक मानदंड के संबंध में मापा जाता है और यह कुछ ऐसा है जिसे आंशिक सहमति डिग्री के रूप में संदर्भित किया जाता है इसलिए आंशिक शब्दांश डिग्री शब्द से ही आपको यह विचार मिलेगा कि बाद में हम परिणामों को एकत्र करेंगे और हम वैश्विक सहमति डिग्री की गणना करेंगे अब हम अगले बिंदु के बारे में बात करते हैं विकल्पों के प्रदर्शन में अंतर को मापने के लिए हम इन दो थ्रेसहोल्ड का उपयोग करते हैं जिनके बारे में हमने बात की है उदासीनता क्यूई और वरीयता का उपयोग करके चिह्नित पी द्वारा निरूपित इसलिए ये दो सीमाएं ये दो पैरामीटर इन्हें निर्णय निर्माता द्वारा निर्दिष्ट किया जाना है जिसे हमने पहले भी चर्चा की है हमने स्वचालित ईलीटेशन विधि के बारे में भी बात की और इन मापदंडों को निर्णय निर्माताओं से कैसे पता लगाया जा सकता है तो हमें आगे बढ़ने के लिए और बाद में वैश्विक समसामयिक डिग्री पर गणना करने के लिए इन दो थ्रेसहोल्ड की आवश्यकता है आइए हम इन दो थ्रेसहोल्ड के बारे में बात करते हैं अब तक हमने इन थ्रेसहोल्ड के बारे में संक्षेप में बात की है इसलिए अब हमें आगे बढ़ने से पहले इन थ्रेसहोल्ड को परिभाषित करना चाहिए उदासीनता दहलीज से हमारा क्या मतलब है यह विशेष सीमा किसी दिए गए मानदंड के संबंध में विकल्पों के प्रदर्शन के बीच सबसे बड़े अंतर को इंगित करता है जैसे कि वे निर्णय निर्माता के लिए उदासीन रहते हैं इसलिए उदासीनता सीमा के माध्यम से हम वास्तव में दो विकल्पों 'a' और difference b 'के प्रदर्शन में अंतर का संकेत दे रहे हैं उस अंतर को जिसे डेल्टा भी कहा जा सकता है जो कि होने जा रहा है इसलिए उदासीनता सबसे बड़े अंतर को इंगित करता है सबसे बड़ा ऐसा डेल्टा जो इन दो विकल्पों के लिए निर्णय या निर्णय निर्माता की पसंद को बदलने वाला नहीं है इसलिए मुख्य विचार यह है कि मान लें कि a का प्रदर्शन 42 है और b का प्रदर्शन 44 है तो अंतर सिर्फ एक 02 है अब अगर उदासीनता ०५ है और यहां दो विकल्पों के बीच का अंतर ०२ है तो यह अंतर उदासीनता सीमा से कम है इसलिए इस अंतर को निर्णय निर्माता द्वारा अनदेखा किया जा रहा है और निर्णय लेने वालों की इस प्रक्रिया और प्राथमिकताओं के अनुसार संबंधित संबंध का निर्माण होने जा रहा है अब जब हमने उदासीनता सीमा को परिभाषित किया है तो अब आपको यह समझ में आ जाएगा कि ये विशेष थ्रेशोल्ड बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हैं कि हम कैसे आगे बढ़ने वाले संबंधों का निर्माण करने जा रहे हैं तो फिर से उदासीनता सीमा से हमारा मतलब है कि किसी दिए गए मानदंड के संबंध में दो विकल्पों के प्रदर्शन के बीच सबसे बड़ा अंतर जो निर्णय या निर्णय निर्माता की प्राथमिकता को नहीं बदलेगा अब दूसरी थ्रेशोल्ड के बारे में बात करते हैं जो प्रिफरेंस थ्रेशोल्ड है तो हम इस विशेष सीमा से क्या मतलब है यह वरीयता थ्रेशोल्ड दो विकल्पों के प्रदर्शन के बीच के सबसे बड़े अंतर को एक दिए गए मानदंड के संबंध में इंगित करता है जैसे कि एक दूसरे पर पसंद किया जाता है यदि यह दो विकल्पों के प्रदर्शन के बीच का अंतर बढ़ता है तो यह अधिक है और यह अंतर किसी दिए गए मूल्य से अधिक है जो वरीयता सीमा है तो हम स्पष्ट रूप से यह कहने जा रहे हैं कि alternative बी विकल्प को प्राथमिकता दी जाती है या एक विशेष विकल्प को दूसरे विकल्प पर पसंद किया जाता है तो एक अर्थ में उदासीनता सीमा हमें विकल्पों के प्रदर्शन में छोटे अंतरों को नजरअंदाज करने के लिए कह रही है और वरीयता सीमा हमें बता रही है कि यदि अंतर किसी विशेष मूल्य से बड़ा हो जाता है तो हम स्पष्ट रूप से अपनी प्राथमिकता निर्दिष्ट कर सकते हैं तो ये दो थ्रेसहोल्ड और जिस तरह से परिभाषित किए गए हैं वे आपको एक विचार भी देंगे आपको इस बारे में भी बताएंगे कि जब हम कहते हैं कि अनिश्चित या अनिश्चित है तब भी ELECTRE विधि उपयुक्त हो सकती है तो आप देख सकते हैं कि यदि विकल्पों के इन प्रदर्शनों के मूल्य यहां और वहां हैं लेकिन वे एक सीमित सीमा के भीतर रहते हैं तो उदासीनता और वरीयता थ्रेसहोल्ड की अवधारणा अभी भी उसी परिणाम का उत्पादन करेगी तो यह विचार आपको तुरंत इन दो परिभाषाओं से मिलेगा अब आंशिक समवर्ती डिग्री इन दो थ्रेसहोल्ड को शामिल रैखिक प्रक्षेपों द्वारा कटौती की जाती है जब हम सहमति की डिग्री के बारे में चर्चा कर रहे थे तो हमने दो दृष्टिकोणों सहमति और असंतोष के बारे में बात की हमने उन दोनों के बारे में भी बात की जो संयुक्त होने जा रहे हैं अब सहमति के भीतर हम आंशिक समवर्ती डिग्री की गणना करने जा रहे हैं और कैसे आंशिक सहमति की डिग्री को कम करने जा रहे हैं तो अब आंशिक सहमति डिग्री इन दो थ्रेसहोल्ड का उपयोग करके कटौती की जा रही है इसलिए गणना का मूल स्तर या माप का बुनियादी स्तर जो हम ELECTRE विधि में करते हैं वहां भी ये थ्रेशोल्ड एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं आइए हम आगे बढ़ते हैं और इस बारे में बात करते हैं कि इन आंशिक समवर्ती डिग्री की गणना कैसे की जाती है कुछ शर्तें जिन्हें आप यहाँ देख सकते हैं तो alternative बी के लिए fi है तो fi मानदंड फाई के संबंध में alternative 'b का प्रदर्शन है और हम fi से क्या मतलब है alternative a का प्रदर्शन दिए गए मानदंड के संबंध में है जो कि fi और pi के अनुसार है क्योंकि हमने चर्चा की है कि हम वरीयता डिग्री का मतलब है यदि alternative 'b' का यह प्रदर्शन alternative plus a 'प्राथमिकता की सीमा से अधिक है तो ci a b आंशिक आंशिक डिग्री शून्य के रूप में परिभाषित होने वाली है

इसे कल्पना करने और अधिक विस्तार से समझने के लिए हम यहां इस चार्ट को देखेंगे जो इस आंशिक सहमति डिग्री सीab के बारे में है तो यहाँ आप देख सकते हैं कि Y axis पर हमारे पास c a b है जो आंशिक समवर्ती डिग्री है जिसे हम इन दो विकल्पों a b के लिए मापना चाहते हैं इसलिए संबंधित संबंध यह है कि'a' outranks 'b' है आप Y axisपर देख सकते हैं हमारे पास जो सीमा है वह शून्य और एक के बीच है इसलिए मान शून्य और एक के बीच बोलने वाले हैं यहां आप देखेंगे कि X axis में हमारे पास fiहै वीडियो प्रारंभ १ Video३० तो अगर fi जो X axisके साथ मापा जा रहा है अगर यह fi fi pi तो आप ciab का मूल्य देख सकते हैं शून्य होने जा रहा है इसलिए यदि fi fi pi इसका मतलब है कि alternative B का प्रदर्शन alternative a के प्रदर्शन से अधिक है और यह अंतर वरीयता डिग्री में इंगित किए गए से भी अधिक है ci a b की आंशिक समवर्ती डिग्री को शून्य के रूप में परिभाषित किया जाने वाला है क्योंकि वरीयता सीमा को जोड़ने के बाद भी b का मान a से अधिक है अब हम दूसरे बिंदु पर जाते हैं यदि fi का मान fi qi और fi qi के बीच है तो इसका मतलब है कि मानदंड फाई के संबंध में alternative a का प्रदर्शन और अगर हम इस उदासीनता को जोड़ते हैं वहां इसलिए b का मान इस मान से अधिक है fi qi लेकिन fi pi से कम है इसलिए अगर हम वरीयता सीमा को then a 'के मान पर जोड़ते हैं तो Fi का मान इससे कम होता है तो आंशिक समवर्ती डिग्री ci a b शून्य और एक के बीच होने वाला है

आइए हम फिर से जानते हैं कि आंशिक सहमति डिग्री के इस विशेष चार्ट पर वापस जाएं यहाँX axis पर यदि fi qi और fi pi के बीच में लेटने जा रहा है तो आपको आंशिक समवर्ती डिग्री ci a b का मान दिखाई देगा शून्य और एक के बीच बोलने के लिए तो ये दो परिदृश्य हैं जिनके बारे में हमने आंशिक सहमति डिग्री को कम करने के बारे में बात की है अब तीसरा परिदृश्य है यदि फाई Fi qi से कम या बराबर है उस स्थिति में ci a b को एक के रूप में परिभाषित किया जाएगा हमें बताएं कि आप चार्ट पर फिर से जाएं यदि fi fi qi से कम है तो सीआईab की आंशिक सहमति डिग्री एक होने जा रही है इसलिए 'ए ' बी 'पर स्पष्ट रूप से पसंद किया जाने वाला है वीडियो समाप्त 2127 इसलिए पहले परिदृश्य में जब Fi fi pi का मूल्य है तो निश्चित रूप से preferred b स्पष्ट रूप से 'a से अधिक पसंद किया जाता है दूसरे परिदृश्य में जब fi का मान fi qi और fi qi के बीच में होता है तो मान शून्य और एक के बीच होने वाला है और फिर हम बना सकते हैं अगर a कम से कम b जितना अच्छा है ताकि मूल्य बीच में हो जाए फिर हम तीसरे परिदृश्य के बारे में बात करते हैं उस में यदि fi fi qi से कम या बराबर है तो यहां clearly ए " बी 'पर बहुत स्पष्ट रूप से पसंद किया जाता है इसलिए दो परिदृश्यों में हमारी बहुत स्पष्ट पसंद है और एक परिदृश्य में मूल्य उस जगह पर है जहां आंशिक समवर्ती डिग्री शून्य और एक के बीच हो सकती है हमें आगे बढ़ाते हैं तो यह आंशिक सहमति डिग्री पर चर्चा थी अब इन आंशिक समवर्ती अंशों की गणना प्रत्येक मानदंड के संबंध में की जाती है अब हम वैश्विक समवर्ती डिग्री के बारे में बात करते हैं तो इसे C a b के रूप में दर्शाया जाता है तो यह वास्तव में सभी आंशिक समवर्ती डिग्री का भारित योग है इसलिए सभी आंशिक सहमति की डिग्री जो हमने सभी outranking संबंधों के लिए गणना की है उन सभी आंशिक सहमति डिग्री का उपयोग यहां किया जाएगा और एक भारित राशि ली जाएगी अब ये वजन कहां से आ रहे हैं ये वज़न वास्तव में मानदंड स्कोर होने जा रहे हैं कुछ हमने इस बारे में बात की कि मानदंड स्कोर भी वे निर्णय निर्माता से प्राप्त इनपुट के आधार पर होने जा रहे हैं इसलिए वे इनपुट मानदंड के अंकों का अनुमान लगा लेंगे और जब वे आंशिक कॉनकॉर्ड डिग्री के भारित योग लेते हैं तो वे ग्लोबल concordance degreeकी गणना करने के लिए वेट के रूप में इस्तेमाल होने वाले हैं इसलिए एक बार जब हम वैश्विक समवर्ती डिग्री की गणना कर लेते हैं तो हम वास्तव में अपना मूल्यांकन कर सकते हैं और इस आकलन में यह वैश्विक समसामयिक डिग्री यह आकलन करने जा रही है कि किस तरह से अभिसरण a कम से कम b जितना अच्छा है सभी सम्मान मानदंड इसलिए यह वैश्विक सहमति डिग्री सभी मानदंडों के संबंध में एक माप होगी इसलिए हमें आगे बढ़ना चाहिए अब तक हमने जो बात की है वह पहला परिप्रेक्ष्य है जो समवर्ती डिग्री है अब हम डिसॉर्डर डिग्री के बारे में बात करेंगे डिसॉर्डर डिग्री से हमारा तात्पर्य यह है कि यहां भी हम जिस discordance डिग्री की गणना करने जा रहे हैं वह एक दिए गए मानदंड के साथ आंशिक डिसॉर्डर डिग्री की गणना करने वाली है तो एक आंशिक विरूपता डिग्री को di a b के रूप में निरूपित किया जाता है जहाँ a और b दो विकल्प होते हैं निर्णय निर्माता की इस असहमति को मापता है कि a कम से कम उतना ही अच्छा है जितना b सम्मान से मानदंड fi इसलिए जैसे कि concordance degree में यह concordance था जिसे मापा जा रहा था और सबसे पहले हमने आंशिक कॉनकॉर्ड को मापा इसी प्रकार यहाँ भी discordance डिग्री में पहले हम आंशिक discordance और प्रत्येक outranking रिलेशन को मापते हैं एक मानदंड के संबंध में मापा जाता है जिसे आंशिक डिसॉर्डर डिग्री कहा जाता है इस प्रकार यह आंशिक विच्छेद डिग्री 1 के अधिकतम मूल्य को प्राप्त करने के लिए जा रही है जब 'a' के दावे के साथ एक मजबूत असहमति कम से कम 'b' के रूप में अच्छी है यदि इसके साथ एक मजबूत असहमति है तो कलह मूल्य एक होने जा रहा है यदि प्रदर्शन में अंतर है तो यह है कि fi fiयह निर्दिष्ट वीटो सीमा से अधिक है इसलिए अब तक हमने बहुत अधिक वीटो दहलीज के बारे में बात नहीं की है तो इस व्याख्यान के पहले भाग में हमने वीटो में इस्तेमाल होने वाले वीटो दहलीज के बारे में बात की थी तो वीटो दहलीज में आप जानते हैं कि अगर fi fiअगर प्रदर्शन में यह अंतर vi द्वारा निरूपित मूल्य से अधिक है वी वीटो के लिए संकेत देता है तो यह फाई मानदंड यह अपना वीटो सेट करता है यदि अंतर threshold स्तर से अधिक है तो वीटो अवधारणा लागू की जाती है इसलिए इस विशेष अंतर और इसकी तुलना में वीटो दहलीज शामिल है जो हमें इस आंशिक कलह की डिग्री का मूल्य देने जा रहा है और उसके आधार पर हम आगे की गणना करेंगे इसलिए इस आंशिक कलह की डिग्री के अधिकतम मूल्य के लिए जैसा कि मैंने कहा कि अगर एक मजबूत असहमति है तो यह एक होने जा रहा है और यदि इस दावे का खंडन करने का कोई कारण नहीं है कि ' a कम से कम ' b के रूप में अच्छा है तो यह आंशिक कलह डिग्री अपने न्यूनतम मूल्य को प्राप्त करने वाला है जो शून्य है अब हम तीन परिदृश्यों पर विचार करते हैं कॉनकॉर्ड डिग्री की तरह यहां भी इसी तरह के परिदृश्य हैं लेकिन अब इस बार वे वीटो दहलीज को शामिल करते हैं तो पहले एक यह है कि अगर fi fi vi जहां वीआई वीटो दहलीज है तो आंशिक कलह डिग्री diab एक होने जा रहा है वीडियो शुरू 2801 तो आइए इस चार्ट के माध्यम से उसी बात को समझते हैं आइए हम RAS मान को नोटिस करते हैं जोfi viहै तो आप देख सकते हैंfi viयहां और एक्स अक्ष में हमारे पास fi है तो अगर फाई fi vi तो आप मान di देख सकते हैं जो कि आंशिक कलह डिग्री है अपने अधिकतम मूल्य १ को प्राप्त करने वाला है आइए हम वापस जाएं और दूसरे परिदृश्य के बारे में बात करें discordance डिग्री के मामले में हम आम तौर पर दो थ्रेसहोल्ड को शामिल करते हैं एक वरीयता थ्रेसहोल्ड है फिर एक और वीटो थ्रेशोल्ड है तो दूसरे परिदृश्य में अगर fi दिए गए मानदंड फाई के संबंध में alternative बी का प्रदर्शन अगर यह fi qi औरfi viके बीच स्थित है तो शून्य और एक के बीच आंशिक discordance डिग्री डिab का मूल्य भी होने वाला है तीसरा परिदृश्य है जब fi fi qi से कम या बराबर है इसलिए यदि आप RHS पक्ष को देखते हैं तो यह fi plus pi अर्थात वरीयता सीमा के अलावा इसलिए यदि fi का मान इससे कम या बराबर है तो डायab का मूल्य शून्य है तो इस मामले में आंशिक कलह डिग्री अपने न्यूनतम मूल्य को प्राप्त करने जा रही है वीडियो समाप्त 3037 हमें आगे बढ़ाते हैं अब हम outranking डिग्री और मुख्य रूप से ग्लोबल outranking डिग्री की गणना कैसे करते हैं इसलिए हमने सहमति की डिग्री के बारे में बात की है हमने डिसॉर्डर डिग्री के बारे में भी बात की है इन दोनों डिग्रियों कॉन्कोर्डेंस और discordance में हम सभी मानदंड के संबंध में आंशिक कॉनकॉर्ड डिग्रियों की गणना करते हैं और फिर सभी मानदंडों के संबंध में आंशिक डिसऑर्डर में डिग्री और ग्लोबल कॉनकॉर्ड डिग्री और ग्लोबल discordance डिग्री की गणना की जाती है और फिर ग्लोबल outranking डिग्री के लिए हम फिर इन कॉनकॉर्ड और discordance डिग्री का उपयोग ग्लोबल outranking डिग्री को सारांशित करने के लिए करते हैं इसलिए एक उपाय की गणना की जाती है और यह विशेष उपाय हमें जोर देने के बारे में बताने जा रहा है 'आउट्रैंक्स बी इसलिए ग्लोबल outranking डिग्री को S ab के रूप में निरूपित किया जाता है यह कुछ ऐसा है जिसे हम R में एक अभ्यास करते समय अधिक स्पष्ट रूप से समझेंगे और इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू जो वास्तव में दूसरे चरण का उल्लेख है आसवन विधि आसवन है इसलिए पहले चरण से हम जोड़ीदार आउटरैंकिंग डिग्री और विभिन्न कदम जो इसमें शामिल हैं हम अभी चर्चा करते हैं एक बार जब हम इन जोड़ीदार आवर्ती डिग्री प्राप्त करते हैं तो अगले चरण के भीतर जहां हम वरीयता क्रम का उत्पादन करते हैं जिसे आसवन चरण भी कहा जाता है तो यहां हमारे पास ये दो प्रक्रियाएं हैं ascending और descending distillation प्रक्रियाएं इन दोनों प्रक्रियाओं का उपयोग अंतिम रैंकिंग बनाने के लिए किया जाएगा इसलिए इन प्रक्रियाओं में से प्रत्येक ascending and descending distillation प्रक्रियाएं हैं वे अपने स्वयं के सकर्मक पूर्व आदेशों का उत्पादन करने जा रहे हैं जो एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं इसलिए हम इन दो पूर्व आदेशों का एक चौराहा लेंगे और अंतिम रैंकिंग का उत्पादन करेंगे तो ये कदम हैं जिन्हें हमें अपनी रैंकिंग समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रदर्शन करने के लिए प्रदर्शन करना है इसलिए हम इन चरणों को कवर करने में सक्षम हैं अब अगली कक्षा में हम आर में एक अभ्यास के माध्यम से इन विवरणों को अधिक विवरण में समझेंगे धन्यवाद